• यह कार्यशाला में स्क्रीन थ्रेड्स गियर और मशीन के छोटे हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता है I • इसका इस्तेमाल टूल कक्ष में टेस्ट टूल्स के प्रेसीजन मेजरमेंट में होता है I • यह है छोटे छिद्रों का आयाम ज्ञात करने में सहायक है जोकि किसी माइक्रोमीटर अथवा कैलिपर द्वारा संभव नहीं है I • यह है टेंप्लेट मैचिंग निरीक्षण करने में सहायक होता है इसलिए यह एक प्रकार का कंपैरेटर है I • छोटे हिस्सों में टेपर का निरीक्षण करने में भी यह सहायक होता है I तो मूल रूप से यह कह सकते हैं की आकार परिमाण दिशा तथा XYZ निर्देशांक को टूल मेकर माइक्रोस्कोप द्वारा मापा जा सकता है I